नमस्ते और मैकेबोलॉजी से एनपीटीईएल परिचय के 17 वें व्याख्यान में आपका स्वागत है पिछली कक्षा में हम एक्टिन के विकास की गतिशीलता के बारे में चर्चा कर रहे थे तो हम एक्टिन पोलीमराइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं और हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐक्टिन बहुलीकरण और बल वेग संबंधों की प्रकृति से जुड़े बलों की मात्रा और स्टाल बल के परिमाण की गणना करने वाली शक्तियों को कैसे निर्धारित कर सकते हैं इसलिए प्रायोगिक रूप से स्टाल बल की गणना के लिए मैंने एक उदाहरण दिया था जहां हम एक AFM का उपयोग करते हैं जहां जांच टिप सेल मूवमेंट की दिशा के लिए लंबवत उन्मुख थी तो एक परिणाम के रूप में आप समय के एक फंक्शन के रूप में विक्षेपण को ट्रैक कर सकते हैं और आपको एक विक्षेपण प्रोफ़ाइल मिलेगा जो कुछ इस तरह है और बल एक बार जब पठार होता है इसका मतलब है इस वक्र से हम गति या वेग और बल प्राप्त कर सकते हैं तो वेग और कुछ नहीं लेकिन इस वक्र और बल का ढलान k टाइम विक्षेपण है जहां k टिप की सप्रिंग स्थिरांक है तो इस के साथ लेखकों ने यह पाया था की आपके पास एक बल वेग वक्र है जो कुछ इस तरह दिखता है तो यह अपनी प्रकृति बल वेग वक्र अवतल है इसलिए हम पूछना चाहते थे कि क्या हम परीक्षण के लिए एक मॉडलिंग औपचारिकता विकसित कर सकते हैं कि जो बल के वेग संबंधों की प्रकृति को निर्धारित करने के लिए विभिन्न पैरामीटर का योगदान कैसे करते हैं इसलिए इस संबंध में मैंने सरल मॉडल पेश किया है जहां आपके पास व्यक्तिगत मोनोमर्स हैं जो कि विवश है तो आपके पास तीन मोनोमर का रेशा है जिससे आप शुरुआत करते हैं तो यह पीछे की दीवार तय है और यह फिलामेंट एक दीवार के खिलाफ पॉलीमराइज़ करता है जिस पर आप एक बल लगाते हैं f और आप देखना चाहते हैं इस विकास की नेटवर्क डायनामिक ब्रांचिंग दर के विभिन्न मूल्यों और अलावा इसलिए हमने जिन घटनाओं पर चर्चा की वे फिलामेंट ग्रोथ या पोलीमराइजेशन डेपोलाइराइजेशन और ब्रांचिंग के लिए संभव हो तो आइए मान लें कि दीवार से फिलामेंट की प्रारंभिक दूरी डी D की दीवार है और आपके पास एक और लंबाई का पैमाना है जो कि यदि आपके पास निश्चित का फिलामेंट है इसलिए Dbr की न्यूनतम दूरी की आवश्यकता होगी इससे पहले की इस बिंदु से एक नया फिलामेंट बने और और उससे शाका निकले तो दूसरे शब्दों में यह न्यूनतम दूरी है जिसका मतलब है कि किसी भी फिलामेंट की लंबाई L Dbr से अधिक से अधिक या बराबर हो और आपके पास परिमित शाखा दर है इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि जैसे ही एक मौजूदा फिलामेंट Dbr की लंबाई तक पहुँच जाता हैअगले फिलामेंट को शाखा करना पड़ता है तो इस के परिणाम के रूप में आपके पास कई ब्रांचिंग इवेंट हो सकते हैं इसलिए अगर मेरी डीब्रो इस मामले में 4 मोनोमर्स है तो एक बार मेरे पास 4 मोनोमर्स हैं मैं सैद्धांतिक रूप से एक और फिलामेंट बना सकता हूं जो क्षैतिज रूप से आगे बढ़ता है तो आगे और आगे इसी तरह यहां से मौजूदा फिलामेंट के बढ़ने के लिए मेरे पास एक और स्थिति हो सकती है जहां एक फिलामेंट शाखा इस तरह की है तो आपके पास Kbr है जो ब्रांचिंग रेट है तो पॉलीमराइजेशन रेट ron हो सकता है तो यदि K0 आंतरिक पॉलीमराइजेशन रेट है तो आपके पास मोनोमर्स की एकाग्रता C और घातीय f d KBT kon है तो यह पॉलीमराइजेशन रेट है इसलिए हमारे पास यहां बलपर एक घातीय निर्भरता है f जिसके साथ दीवार को नियंत्रित किया जा रहा है और डी एक मोनोमर जुड़ने पर दीवार की दूरी से मेल खाती है तो सीधे फिलामेंट के इस मामले के लिए हमें बताएं कि आपका d कुछ भी नहीं है लेकिन डेल्टा के बराबर है जहां डेल्टा मोनोमर की लंबाई का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन यदि आपके पास कोण है तो d delta cosθ के बराबर है तो यह कोण थीटा θ 70 डिग्री है इसलिए हम इस एक्टिन नेटवर्क के विकास का अध्ययन करना चाहते हैं और इसके लिए हम मोंटे कार्लो सिमुलेशन का उपयोग करते हैं और विशेष रूप से हम गिलेस्पी एल्गोरिथ्म नामक एक एल्गोरिथ्म का उपयोग करते हैं तो गिलेस्पी के एल्गोरिथ्म में आप क्या करते हैं तो आपके पास कुल ईवेंट हैं तो आइए हम बताएं कि आपके पास कुल n पोलीमराइजेशन इवेंट्स एन डे पॉलीमराइजेशन इवेंट्स और जे ब्रांचिंग इवेंट्स के रूप में कुल इतने इवेंट हैं जहां j n से कम या बराबर हैं जहां n मेल खाते हैं तो n फिलामेंट की संख्या है तो मैं एक घटना Pm की घटना की संभावना की गणना Pm as kmsummation of km over i equal to 1 to 2nj कर सकते है इसलिए इस संभावना को देखते हुए कि मैं यह करता हूं की गिलेस्पी एल्गोरिदम में प्रत्येक समय चरण में केवल एक घटना को ट्रिगर किया जाता है और उस समय के बाद अगली घटना को ट्रिगर किया जाता है जो delta t 1 के बराबर है 1 सभी दरों का योग ln1R दिया गया है जहां R 0 और 1 के बीच एक समान यादृच्छिक संख्या है इसलिए इसका उपयोग करके हम देखते हैं कि हम क्या अनुकरण कर सकते हैं तो आइए हम एक एकल फिलामेंट के मामले से शुरू करते हैं जो एक बल एफ के अधीन एक दीवार के खिलाफ बहुलकीकरण करता है और यह फिलामेंट क्षैतिज है इसलिए मैं KonC So Kon is K0 C e to the power fdKt Koff फिलामेंट के विकास की गति या वेग के लिए अभिव्यक्ति लिख सकता हूं तो एक बार जब हम इस विशेष अभिव्यक्ति है तो यह सही वेग है तो मैं इस विशेष के लिए स्टाल बल में निर्धारित कर सकता हूं तो सबसे पहले वेग प्रोफ़ाइल कुछ इस तरह दिखेगा घातीय आपके पास e to the power fd है तो इस विशेष मूल्य जिस पर v 0 है एफ वी के लिए 0 है स्टाल बल कहा जाता है तो मैं इस अभिव्यक्ति में 0 के बराबर v सेट कर सकते है और मेरे पास k0 C e to the power fd KBT Koff equal to 0 हो सकता है इसलिए यहां से मैं fs का मूल्य पता लगा सकता हूं तो यह कुछ के KBTd times ln हो जाएगा तो यह कुछ आंतरिक बल पैमाने है जिसे आप इसे f0 कह सकते हैं इसलिए यदि आप एक एक्टिन मोनोमर सिस्टम के लिए मानों में प्लग करते हैं तो आपको fs of the order of 197 f0 मिलेगा तो अब देखते हैं कि नेटवर्क के लिए बल वेग का संबंध कैसे दिखेगा तो हम कहते हैं आपके पास दो लंबाई के पैमाने हैं यहां एक Dwall है जो निर्धारित दीवार से चलती दीवार की प्रारंभिक स्थिति है तो यह दूरी Dwall है इसलिए मुझे लगता है कि पहले मेरे पास एक प्रतिनिधि था यह दूरी Dwall है आप किसी भी तरह से चुन सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि यह तीन मोनोमर्स की फिलामेंट की प्रारंभिक लंबाई की है तो कोई फर्क नहीं पड़ता और हमारे एक और लंबाई पैमाने पर है Dbrहै तो Dbrदो शाखाओं वाले बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है दूसरे शब्दों में अगर मेरे पास इस तरह से एक फिलामेंट बढ़ रहा है और एक फिलामेंट इस बिंदु पर शाखा बनाया है तो एक न्यूनतम दूरी है जिसके आगे एक और फिलामेंट यहां से शाखा कर सकता है तो यह दूरी d को Dसे अधिक या बराबर होना चाहिएbr और इसका भौतिक महत्व क्या है एक संभावित कारण यह है कि इस शाखा की घटना को Arp 23 नामक प्रोटीन द्वारा मध्यस्थ किया गया है और Arp 23 के आकार को 10 से 20 नैनोमीटर अनुमान लगाया गया है इसलिए अगर हमारे पास इस बिंदु पर एक बड़ा प्रोटीन है तो इस बात की संभावना है कि अगला बाइंडिंग ज़ोन इस बाइंडिंग पॉइंट से कुछ दूरी पर होगा तो आपके पास Dbr और Dwallहै तो अब कल्पना कीजिए कि आपके पास यह सरल मामला और प्रणाली है कि आपके पास ब्रांचिंग की एक दर है जिसे आप K0 जानते हैं C सब कुछ दिया जाता है Dwal दी गई है और डीब्रा भी दी गई है तो आइए हम Dbr को 100 गुना डेल्टा लेते हैं जहां डेल्टा मोनोमर लंबाई है और Dbr 10 डेल्टा है तो जो यह बताता है कि दीवार पिछली दीवार से केवल 10 डेल्टा दूर है जबकि नई शाखा बनने से पहले फिलामेंट की लंबाई 100 डेल्टा होनी चाहिए इसलिए यदि मैं एकल फिलामेंट के लिए वेग बनाम बल वक्र को देखता हूं तो यह बिना ब्रांचिंग के क्षैतिज एकल फिलामेंट के अनुरूप है तो यह स्पष्ट है या कोई यह अनुमान लगाएगा कि अगर मैं अपने स्टाल बल को संचालित करता हूं तो हमें यह निरोधक बल कहना चाहिए इसलिए यह एक फिलामेंट के अनुरूप fs मूल्य है अब कल्पना करें कि मैं एक एकल फिलामेंट के स्टाल बल के बराबर बल मूल्य के साथ काम कर रहा हूं इस बल पर यह संभावना नहीं है कि फिलामेंट 100 डेल्टा की लंबाई तक पहुंचने के लिए बढ़ेगा तो इस वक्र के लिए मूल्य इस प्रणाली के लिए यहां आपके पास स्टाल बल का समान मूल्य होगा और उससे परे भी यह 0 होगा लेकिन कल्पना करें कि यदि दीवार पर बल स्टाल बल से कम है तो हम न् यह कहे कि हम बल के इस मूल्य पर यहां कहीं काम कर रहे हैं तो इस बात की संभावना है कि एक एक फिल्मेंट रेशा आगे और आगे दीवार को धकेलता रहेगा जब तक आप 100 डेल्टा की दूरी तक नहीं पहुँच जाते हैं ताकि एक नया रेशा बन सकता है और एक बार नया रेशा बनने के बाद आपके पास 2 फिलामेंट होते हैं जो दीवार के खिलाफ धकेलते हैं तो उस नेटवर्क का स्टाल बल वृद्धि होने की उम्मीद है तो आपको एहसास होगा कि इसमें कुछ ऐसा वक्र होगा इसलिए आपके पास एक फिलामेंट से एक प्रारंभिक बिंदु के लिए एक बल वक्र है और यदि आपके पास एक ब्रांचिंग इवेंट है तो आप Dbr को 10 डेल्टा के बराबर Dbr को 100 डेल्टा के बराबर और 10 डेल्टा के बराबर Dwall देखना शुरू कर देंगे और आपको इस एक फिलामेंट मामले से बल वेग वक्र का उसका डायवर्जेंस मिलेगा अब हम मान लेते हैं कि मेरे पास Dbr के बराबर Dwall है जो 10 डेल्टा के बराबर है मैं किस तरह के बल वक्र की उम्मीद कर सकता हूं तो इस मामले में शाखा की दूरी दीवार की दूरी के समान है अब इस विशेष घटना को देखते हुए हमने चर्चा की है कि आप लगभग निश्चित हैं कि एक नया फिलामेंट शाखा जाएगा उस स्थिति में यह पता चलता है कि यह यहाँ से शुरू होगा और आपके पास ऐसा बल वेग प्रोफ़ाइल होगा तो ब्रांचिंग की उपस्थिति या ब्रांचिंग की घटना वास्तव में स्टाल बल को उच्च और उच्चतर बलों में स्थानांतरित कर देती है क्योंकि आपके पास सिस्टम हैं इसलिए आपके पास विभिन्न ज्यामिति हो सकती हैं जिससे हम कह सकते हैं कि एक ज्यामिति इस तरह के मामले में होती है जहां आपके पास दो रेशा प्रीलिम होते हैं इस मामले में यदि आपके पास एक तीसरा फिलामेंट है तो फिर से स्टाल बल बढ़ जाएगा तो यह अब हमें बताता है कि इस विशेष मामले में यह वापस क्यों ठीक है हम इस विशेष मामले से कैसे विचलित हुए जहां Dbr १०० डेल्टा के बराबर है और Dwall १० डेल्टा के बराबर है तो यह समझने के लिए कि यदि आप दीवार की स्थिति की समय के एक समारोह के रूप में साजिश करते हैं और यदि आप इसे समय के कार्य के रूप में प्लॉट करते हैं तो आप देखेंगे कि ये व्यापक उतार चढ़ाव हैं और हमें यह मान लेना चाहिए कि यह लंबाई 10 डेल्टा के बराबर है उस स्थिति में कई बार 10 डेल्टा या 15 डेल्टा आप हर बार देखेंगे कि कभी कदार दीवार की स्थिति इस दूरी से बहुत आगे है जिस पर ब्रांचिंग शुरू हो रही है तो एक बार इन घटनाओं के लिए हर बार दीवार की स्थिति शाखाओं के परे धकेल दिया जाता है वहां एक नई ब्रांचिंग घटना है शाखा बनेगी या बन सकती है क्योंकि आपके पास एक सीमित संभावना है और एक बार शाखा बनने के बाद स्टाल बल बढ़ जाएगा क्योंकि अब दो फिलामेंट हैं जो दीवार के खिलाफ धक्का देते हैं तो इस मामले में यदि आप पूरी तरह से इन उतार चढ़ाव पर निर्भर घटना को दबाने के लिए थे तो यह स्टाल बल का निर्धारण करने वाले उतार चढ़ाव का एक उदाहरण है इसलिए यदि आप फिलामेंट्स या ब्रांचिंग के किसी भी विकास को पूरी तरह से रोकना चाहते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक विशेष मामले के लिए उतार चढ़ाव के साथ भी यह हमेशा इस विशेष मामले से नीचे रहता है इसलिए इस घटना में कोई ब्रांचिंग नहीं होगी क्योंकि उतार चढ़ाव के साथ भी आप ब्रांचिंग दूरी Dbrको पार नहीं करते हैं तो आप बल के कार्य के रूप में दीवार से संपर्क करने वाले फिल्मेंट की संख्या को कम करके उतार चढ़ाव के इस प्रभाव को भी समझ सकते हैं तो हम कहते हैं कि यदि मेरा बल 0 था तो यह एक मान है यदि 0 मेरा बल है मैं एक फिलामेंट से शुरू कर रहा हूं और क्योंकि एक फिलामेंट है जो 0 बल के खिलाफ बढ़ सकता है फिलामेंट दीवार को अधिक से अधिक धकेलता रहेगा इसलिए जो कुछ भी 0 बल के तहत शाखाओं में बंटी दूरी के अपने मूल्य है भले ही आप एक शाखा बनाया जा रहा है शाखा दीवार के साथ संपर्क में कभी नहीं आएगी तो संपर्क तंतुओं की संख्या एक रहेगी लेकिन जैसे जैसे आप वृद्धि करेंगे बल आपको संपर्क फिलामेंट की संख्या में वृद्धि दिखाई देगा क्योंकि यह फिलामेंट भले ही यह दीवार को धक्का दे यह इतनी धीमी गति से आगे बढ़ेगा कि शाखाओं का रेशा वास्तव में बल की स्थिति में नहीं बढ़ सकता है और फिर क्षैतिज फिलामेंट के साथ पकड़ सकता है तो अंततः हर मामले के लिए आपको एक नीचा दिखाई देगी तो यह एक और मामले के लिए स्टाल बल से मेल खाती है इसलिए जैसे जैसे आप ब्रांचिंग दूरी बढ़ाएंगे आप देखेंगे कि ये वक्र ऊपर ऊपर ही ऊपर होते रहेंगे तो यह है हमारा सबसे कम Dbr वेलयू Dbr 1 Dbr 2 Dbr 3 इसलिए यदि आप Dbr के सबसे छोटे मूल्य का उपयोग करते हैं और जैसा कि आप Dbr के मूल्यों को बढ़ाते हैं तो आपके घटता ऊपर और ऊपर हो जाएगा तो आप देखते हैं कि यह प्रणाली कैसे बदल सकती है और सिस्टम की स्टाल बल नेटवर्क की शाखापूर्ण वास्तुकला से कैसे निर्धारित होती है और जो बदले में Dbr और Dwall पर निर्भर है तो इस नेटवर्क की ग्रोथ प्रोफाइल क्या होगी मुझे लगता है कि मैंने सिस्टम में कुल फिलामेंट्स को सीमित कर दिया है एन फिलामेंट सिस्टम में फिलामेंट्स की कुल संख्या है तो क्या आप बल वेग वक्र देखेंगे तो यह फिर से एक ही फिलामेंट के लिए स्टाल बल है और आप जो देखेंगे वह यह है कि आप फिलामेंट्स की संख्या में वृद्धि करते हैं आपके पास कवॅस होगा जो शुरू में इस तरह दिखते हैं और अंततः इस दिशा में आप फिलामेंट्स की संख्या बढ़ा रहे हैं तो प्रोफाइल से आप देखते हैं कि जैसे ही आप फिलामेंट की संख्या में वृद्धि करते हैं Nfl निश्चित मूल्य से परे आपका वक्र अवतल होता है तो दायें अवतल है और बायें उत्तल है फिलामेंट की संख्या में वृद्धि से बल वेग वक्र अधिक से अधिक अवतल हो जाएगा जिसका अर्थ है कि इस रेंज कोशिकाओं में बलों की एक विस्तृत श्रृंखला पर एक बल स्वतंत्र तरीके से फैल सकता है इसलिए जब आप सिस्टम में फिलामेंट की संख्या बढ़ाते हैं तो बल के कार्य के रूप में फिलामेंट से संपर्क करने की संख्या भी बढ़ता है तो यह Nfl के मूल्य में वृद्धि के साथ है तो फिलामेंट्स की संख्या बढ़ने से संपर्क करने वाले फिलामेंट्स की संख्या भी बढ़ेगी लेकिन एक स्टाल फोर्स से परे आप देखते हैं कि तेज गिरावट है इसलिए क्योंकि पहला रेशा ही नहीं बढ़ेगा तो शाखा नहीं बनेगी इसलिए इसके साथ मैं यहां समाप्त करता हूं इसलिए बस यह निष्कर्ष करने के लिए कि दो महत्वपूर्ण संदेश हैं पहला यह है कि Dwall के लिए Dbr का सापेक्ष अनुपात बल वेग घटता की प्रकृति तय करता है दूसरा यह है कि फिलामेंट ओरिएंटेशन भी मायने रखता है क्योंकि भले ही हमारे पास सिस्टम में केवल तीन फिलामेंट्स हों यह एक विशेष ज्यामिति geometry बनाम एक और ज्यामिति है इसलिएफिलामेंट्स की ज्यामिति के आधार पर बल वेग वक्र की प्रकृति में अंतर होगा ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद